इस तीसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछली कक्षा में हमने देखा है कि यदि हमारे पास एक धारा तत्व Idl है जो माना कि z अक्ष की दिशा में निर्देशित है तो वेक्टर पोटेंशियल कैसे निकालें वेक्टर पोटेंशियल भी z निर्देशित होगा हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा इसे निकालना इतना आसान नहीं है धारा घनत्व सदिश की दिशा क्या है और इसका वितरण क्या है कुछ सरल मामलों के लिए विशेष रूप से कैनोनिकल संरचनाओं के एंटेना के साथ जो कि अच्छी तरह से ज्ञात ज्यामितीय आकार के हैं हम J निकाल सकते हैं या प्रयोग द्वारा निकाल सकते हैं लेकिन अगर हम नहीं खोज सकते हैं तो हमारे पास अन्य विधियाँ हैं मोड अप्प्रोक्सिमेट फ्रीस ट्रांसमिशन समीकरण जिससे हम निकाल सकते हैं लेकिन आजकल आधुनिक कंप्यूटरों के साथ संख्यात्मक तकनीकें हैं उनमें से एक हैं क्षणों की विधि है वहां हम किसी भी जटिल संरचना के लिए निकाल सकते हैं कि धारा घनत्व सदिश क्या है तो उससे अब हम इसका पता लगा सकते हैं हालाँकि अब हम इन वेक्टर पोटेंशियल से विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर ज्ञात करेंगे P हमारा अवलोकन बिंदु यह है इसे दूरी के शब्दों में रखने के लिए प्रथागत है और फिर एलिवेशन कोण और अज़ीमुथ कोण या theta phi तो गोलीय निर्देशांक तो ये वेक्टर पोटेंशियल जिसे हम कार्तीय निर्देशांक में व्युत्पन्न किया इसके उपयोग के कारण क्योंकि उसके स्रोत की तरफ हमने कार्तीय निर्देशांक का उपयोग किया है लेकिन अब इस Az को गोलीय निर्देशांक में परिवर्तित करने की आवश्यकता है ताकि हम इसके क्षेत्रों को इससे प्रदर्शित कर सकें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो यह सर्वविदित है कि यह Az कुछ नहीं है लेकिन गोलीय निर्देशांक यूनिट सदिश के संदर्भ में ar cos theta minus a theta है sin theta है इसलिए यदि इसे हम रखते हैं तो A सदिश A बन जाता है अब यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि वेक्टर पोटेंशियल का हमारा रेडियल घटक Ar जो कुछ नहीं है Az cos theta और Aθ minus Az sin theta है अब जब हम वेक्टर पोटेंशियल जान लेते हैं तो हमारा पहला कदम चुंबकीय क्षेत्र H को खोजना है तो H फेज़र 1 भाग mu not Del cross A है तो बस हमें यह डेल ऑपरेशन करना होगा इसलिए यह डेल ऑपरेशन हम जानते हैं कि यह गोलीय निर्देशांक में है और हमारे पास ये Ar घटक है हमारे पास Aθ घटक है हमारे पास कोई Aϕ घटक नहीं है तो इससे Hr Hθ और Hϕ घटकों को खोजना आसान है तो आप इसे करते हैं अब परिणाम लिखने पर Hr घटक 0 होगा Hθ घटक भी 0 होगा लेकिन Hϕ 1 भाग mu not होगा इसलिए यदि हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो हम इसका मूल्य पता लगा सकते हैं अब हम इसे संशोधित करेंगे क्योंकि यहाँ k0 भाग r के शब्दों में है इसलिए हम यह नहीं चाहते हैं कि हम 1 भाग r 1 भाग r वर्ग की तरह के शब्दों में चाहते हैं इसलिए हम सिर्फ हेरफेर करते हैं और इस बहुत महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र उसका फ़ाई घटक को लिखते है तो यह हमारी H phi है जिसका अर्थ है चुंबकीय क्षेत्र में केवल अज़ीमुथल घटक होता है इसमें कोई रेडियल या एलिवेशन घटक नहीं होते हैं तो इससे यह आसान है वास्तव में दो मूल हैं एक वेक्टर पोटेंशियल खुद से है जिसे आप ज्ञात कर सकते हैं लेकिन अगर मैं इसे मैक्सवेल के समीकरण में डाल देता हूँ क्योंकि अब मैं H को जानता हूं इसलिए यह H का कर्ल है समीकरण के दाईं ओर इसलिए समीकरण जो एम्पीयर के नियम मैक्सवेल के दूसरे समीकरण को नियंत्रित करता है वह होगा अगर हम यह कहते हैं और यह भी देखते हैं कि यह एक क्षेत्र बिंदु है तो वास्तव में यह एंटीना Idl है और यह क्षेत्र बिंदु P है इसलिए यहाँ कोई धारा नहीं है यहाँ पर धारा है तो इस बिंदु पर कोई धारा नहीं हैं तो इस बिंदु पर J शून्य है तो अब हम मैक्सवेल के समीकरण से विद्युत क्षेत्र के फेज़र को लिख सकते हैं यह 1 भाग j omega epsilon not Del cross H होगा तो अगर हम फिर से ऐसा करते हैं तो हम घटकों को ज्ञात कर सकते हैं वहां हम देखेंगे कि इसमें Er घटक है Er घटक के दो भाग है एक Eθ घटक ये सभी फेज़र मात्राएं हैं और इसमें कोई Eϕ घटक नहीं है चुंबकीय क्षेत्र में phi घटक है विद्युत क्षेत्र में कोई phi घटक नहीं होता है यहाँ नया शब्द है ये eta not है eta not मुक्त स्थान में आंतरिक प्रतिबाधा है और इसे mu not by epsilon not से लिखा जाता है तो अब यहाँ अगर हम Er Eθ को देखते हैं यदि आप Hϕ का पिछला फार्मूला देखते हैं तो आप देख सकते हैं वे दुरी के साथ परिवर्तित हो रहे है तो इसे 1 भाग r लिखने की बजाय हम देखते है की यह क्या k0 भाग k0 गुणा r k0 r k0 r का whole square फिर यहां आप देखते हैं k0 r k0 r का whole square k0 r का whole cube हमारे पास इसके लिए एक विशिष्ट उद्देश्य है जिसे मैं बाद में समझाऊंगा लेकिन यह k0 r क्या है आओ हम k0 r देखते हैं तो हमारे k0 का मान क्या था k0 का मान ओमेगा था अगर आपको omega याद है तो mu not epsilon not का रूट ताकि हम इसे omega into mu not epsilon not लिख सकते है ताकि मैं omega by c लिख सकता हूँ जहां c मुक्त स्थान में प्रकाश का वेग है तो k0 r क्या है k0 r omega r by c है अब omega कोणीय आवृत्ति है इसलिए मैं इसे आवृत्ति के शब्दों में लिख सकता हूं 2 pi f r भाग c फिर से a भाग c lambda है इसलिए यह 2 pi r भाग lambda not है जहां lambda not ऑपरेटिंग आवृत्ति के अनुरूप तरंग दैर्ध्य है तो आप देखते हैं कि यह माना जाता है कि दूरी r के बजाय एंटीना पर अवलोकन बिंदु की रेडियल दूरी है हम इसे विद्युत दूरी r भाग lambda not के रूप में लिख रहे हैं क्योंकि lambda not विद्युत मात्रा है वास्तव में स्रोत आवृत्ति f0 के साथ दोलन कर रहा है इसके अनुरूप तरंग दैर्ध्य लैम्बडा not है जहां पर भी प्रसारित हो रही है इसलिए r भाग lambda not lambda not तरंग दैर्ध्य है तो r भाग lambda not विद्युत दूरी है तो हम कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो धारा तत्व से निकल रहे हैं जो एंटीना से विद्युत दूरी के कार्य हैं अब आइए हम क्षेत्र के घटकों पर अधिक बारीकी से विचार करते है इसलिए पहले चुंबकीय क्षेत्र पर विचार करते है आप चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्मूले को देखते है और क्या होता है अगर मैं एक dc धारा भेजता हूं dc धारा के लिए हम जानते हैं कि यह k0omega भाग c है अब dc के लिए omega 0 होता है इसलिए k0 0 हो जाता है इसलिए यह dc स्थिति है k0 0 बन जाता है तो Hϕ का क्या होता है यदि हम इसकी फॉर्मूले को देखें तो Hϕ Idl भाग 4 pi r square sin theta बन जाता है इसलिए यदि आप dc धारा भेजते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र यदि आपको याद है कि यह कुछ भी नहीं था लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जब हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स पर विचार किया था यदि हम धारा I भेजते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक असीम लंबाई l के लिए अज़ीमुथल होगा और यह बायो सावर्त के नियम से आया है अगर आपको याद हो तो यह dc के लिए बायो सावर्त के नियम के लिए है लेकिन किस वक्त वास्तव में एंटेना विकिरण धारा का समय के साथ परिवर्तन है तो हमारे पास dc नहीं है हमारे पास हमारा ac धारा है इसलिए यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की फॉर्मूले को देखते हैं तो मुझे चुंबकीय क्षेत्र की फॉर्मूले पर जाने दें आप देखते हैं कि ये सभी सतत मान के पद हैं यह एक कला पद है परन्तु आयाम के अनुसार आप देखते हैं मेरे पास एक पद है जो विद्युत दूरी r और विद्युत दूरी r के वर्ग के साथ परिवर्तित हो रहा है तो यहाँ दो शब्द हैं एक विद्युत दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती है दूसरा दूरी के वर्ग के साथ व्युत्क्रमानुपाती है तो हम लिख सकते हैं तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र में दो शब्द हैं चुंबकीय क्षेत्र में दो शब्द एक 1 भाग r के साथ और दूसरा 1 भाग r square के साथ परिवर्तित हो रहा है अब एंटीना के करीब r का मान बहुत छोटा है या k0 r बहुत छोटा है तो यह वाला इस वाले 1 भाग r पद पर हावी है तो एंटीना के पास हावी है आप लिख सकते हैं अब इस घटक को इंडक्शन फील्ड भी कहा जाता है मैं क्यों नहीं समझा पाऊंगा अब बाद में मैं समझाऊंगा कि इसे इंडक्शन फील्ड क्यों कहा जाता है और यह 1 भाग r पद यदि मैं एंटीना से दूर एक बड़ी दूरी पर जाता हूं तो यह पद इस पद के square पर हावी होने लगेगा तो इस पद को एंटीना का फार फील्ड कहा जाता है अब फार फील्ड क्या है हम फिर चर्चा करेंगे लेकिन यह उनका नामकरण है तो यह इंडक्शन फील्ड है यह फार फील्ड है तो मैं बाद के उपयोग के लिए इस फार फील्ड के घटक को लिख सकता हूं तो Hfar field को मैं j k0 Idl sin theta के रूप में लिख सकता हूं ये दिखाता है कि यह अज़ीमुथल दिशा से बाहर जा रहा है और हमने पहले से ही इंडक्शन फील्ड को देख लिया है अब दूरी क्या है जहां यह इंडक्शन फील्ड घटक और यह फार फील्ड घटक समान हो जाते हैं इसका मतलब है कि पहले क्षेत्र के फॉर्मूले को देखते हैं तो मूल रूप से मुझे यह बराबर करना होगा कि परिमाण बराबर हो जाएगा इसका मतलब है मुझे 1 भाग k0 r को r दूरी पर 1 भाग k0 r square के बराबर करना होगा तो मुझे उस k0 r को बराबर करने दें मैं कह सकता हूं कि बॉर्डर rb k0 square rb square के बराबर है तो उस rb का मान यदि आप ऐसा करते हैं तो यह lambda not भाग 2 pi होगा इसलिए मोटे तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि lambda not भाग 6 इसलिए lambda not भाग 6 की दूरी पर मौजूद धारा तत्व से इंडक्शन फील्ड और फार फील्ड बराबर होते हैं इसलिए यह उन निष्कर्षों में से एक है जो हम चुंबकीय क्षेत्रों से निकाल सकते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में केवल अजीमुथल घटक होता है चुंबकीय क्षेत्र में दो पद होते हैं एक इंडक्शन फील्ड होता है और दूसरा फार फील्ड होता है अब सीमा जहां फार फील्ड इंडक्शन फील्ड पर हावी होना शुरू होता है यह दूरी लगभग lambda not भाग होती है अब आइए हम विद्युत क्षेत्रों को और करीब से देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र में मुख्य रूप से केवल दो घटक होते हैं Er और Eθ इसमें कोई phi घटक नहीं होता है अब यदि हम इस Er घटक को देखते हैं तो यह Er घटक है आप देखते हैं कि Er घटक में 1 भाग r पद नहीं है इसमें 1 भाग r वर्ग पद है 1 भाग r cube पद है Eθ के घटक में 1 1 भाग r होता है इसमें r वर्ग शब्द r घन पद भी होता है इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ कि Er घटक में एक प्रेरण पद फिर से जिसे एक इंडक्शन फील्ड कहा जाता है तो Eθ घटक में भी एक इंडक्शन फील्ड घटक होता है Er में फार फील्ड नहीं होता है Eθ घटक में फार फील्ड घटक होता है लेकिन दोनों में एक ओर पद होता है जो 1 भाग r के घन के साथ परिवर्तित होता है तो आइए हम उन क्षेत्रों को और करीब से देखें इसलिए आगे जाने से पहले मैं कह सकता हूं कि इस मामले में Efar field बाद के उपयोग के लिए j eta not k0 Idl sin theta भाग 4 pi r e की power minus j k0 r लिख सकता हूं और यह aθ की दिशा में निर्देशित है तो यह एक बात है और हम देख सकते हैं कि Efar field में j का समय चरण है आईये चुंबकीय फार फील्ड देखते है अगर मैंने लिखा है मैंने नहीं लिखा है तो इसमें भी j का समय चरण है तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों इसलिए मैं कह सकता हूं कि Efar field और Hfar field दोनों एक ही समय चरण में हैं दोनों j में हैं तो एक ही समय चरण में हैं लेकिन Efar field theta निर्देशित है Hfar field phi निर्देशित है इसका मतलब है कि वे एक दूसरे के लिए ओर्थोगोनल हैं ये दोनों फार फील्ड एक दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल हैं और इस Efar field का अनुपात क्या है इसका आयाम भाग Hfar field इसका आयाम वह अनुपात जो आप देखेंगे eta not है क्योंकि Efar field Eθ घटक का आयाम है आप Hfar field लेते हैं यह Hϕ घटक का आयाम है यदि आप ऐसा करते हैं तो यह मुक्त स्थान के आंतरिक प्रतिबाधा के बराबर है अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि Er and Eϕ दोनों में 1 भाग r वर्ग पद मौजूद है Eθ घटक इसलिए इंडक्शन फील्ड मौजूद हैं अब Er and Eθ में 1 भाग r cube पद भी है जो जाहिर है बहुत करीब की दूरी पर हावी होगा इंडक्शन फील्ड के वर्चस्व की तुलना में ज्यादा करीब उन्हें 1 भाग r घन के शब्दों में कहा जाता है उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या डायपोल फील्ड कहा जाता है अब यह नाम क्यों है अब मैं समझाऊंगा कि इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक आदि क्यों है यहां मैं एक बात याद करूंगा कि यदि मेरे पास dl दूरी पर उपस्थित बिंदु आवेश प्लस q और minus q के साथ एक द्विध्रुव है तो विद्युत क्षेत्र जो आप आसानी से निकाल सकते कर सकते हैं वो वर्तमान रूप इस प्रकार लिखा जाएगा यह मुझे लगता है कि आपने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक कक्षा में किया होगा कि डाइपोल स्थैतिक डाइपोल कि क्षेत्र इस तरह होता है अब यह हमारे मामले के लिए कैसे प्रासंगिक है हमारा मामला स्पष्ट है यह इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मामला नहीं है लेकिन हमारे पास हमारे क्षेत्र के फॉर्मूले में Idl है तो I क्या है यह फेज़र I मैं इसे dq भाग dt के रूप में लिख सकता हूं इसलिए अब फेज़र I dq भाग dt है मैं फेज़र रूप में कर सकता हूं मैं यह नहीं कहूंगा कि I dq भाग dt के बराबर है फेज़र रूप में मैं लिख सकता हूं I फेज़र j omega q फेज़र होगा और q फेज़र क्या है q फेज़र है यदि आवेश दोलन कर रहा है अर्थात आवेश जा रहा है तो हम q को e की power j omega theta जो एक समय के साथ परिवर्तित आवेश हैं से सकते है समय के साथ परिवर्तित आप जानते है कि q e की power j omega t हैं तब मैं यह लिख सकता हूं इसलिए अगर इसे यहाँ रखते है यह q इसके बजाय यदि मैं इस फेज़र के लिए जाता हूं यदि मैं इसे यहां लाता हूं और अगर omega को शून्य कर देता हूं यदि मैं omega को शून्य कर देता हूं तो हम हमारे फॉर्मूले में यह क्षेत्र प्राप्त करते हैं इसका मतलब है आप ऐसा करते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विद्युत क्षेत्र पर जाएं तो यहाँ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आप I के बजाय j omega q लिखता हूँ और उस omega को आप 0 रखते हैं आप देखेंगे कि आपको ये दो क्षेत्र मिलेंगे तो ये समान आएंगे Er घटक और Eθ घटक वे द्विध्रुव के लिए समान होंगे तो इसीलिए यह नाम आया चूँकि यह शब्द डायपोल शब्द जैसा लगता है लेकिन सवाल यह है कि हमारे मामले में डायपोल कहाँ आ रहा है आपने माना हैं कि हमारे पास एक धारा तत्व है इसलिए मेरे पास यहाँ एक धारा समरूप धारा I है जो समय के साथ परिवर्तित है परन्तु एकरूप है अब यहाँ जाने के बाद करंट दोलन कर रहा है लेकिन यहाँ आवेश क्या करेगा तो यहाँ आवेश का एक जमाव होगा जिस आवेश की ध्रुवीयता बदल रही है क्योंकि धारा ध्रुवीयता के परिवर्तन के साथ वे बदल जाएंगे लेकिन यहाँ चार्ज का जमाव है यहाँ चार्ज का विपरीत जमाव है इस क्षण पर अगर यह प्लस है यह नेगेटिव है अगले क्षण यह अगला साइकल है यह minus q है यह प्लस q है यह प्लस वगैरह है लेकिन चार्ज का एक जमाव है तो यहाँ एक डायपोल रूप है तो हमारे धारा तत्व में भी इस परिमित विरूपता के कारण यहाँ एक डायपोल रूप है और जो यहाँ योगदान देता है लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक नहीं होता है जैसे ही यह निकट आता है तो यह इस डायपोल शब्दावली की उत्पत्ति है लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और ओर अधिक चीजें देखते हैं यदि आप Eθ और Hϕ दोनों के व्यंजकों को देखते हैं तो हमारा मतलब है कि हमारा फार फील्ड पद sin theta में परिवर्तन का पालन करता है तो हम कह सकते हैं कि विकिरणित क्षेत्र जो कि Eϕ और Hϕ हैं जिन फार फील्ड को हम कह रहे हैं वे गोलाकार सममित नहीं हैं आप देखते हैं कि sin theta का अर्थ है theta के साथ परिवर्तन है इसलिए यह गोलाकार सममित नहीं है जबकि अगर आपको याद है हमारी चुंबकीय वेक्टर पोटेंशियल गोलाकार सममित थी अब यह महत्वपूर्ण है वास्तव में यही कारण है कि हमने Eϕ Hϕ को सीधे हल नहीं किया हमने A की मदद ली क्योंकि उस गोलाकार सममित प्रकृति के साथ हल आसान हो जाता है केवल r के शब्दों में बन जाता है यह theta phi के शब्दों में नहीं था लेकिन E और H वे theta के शब्दों में हैं E theta के शब्दों में है H phi के शब्दों में है इसलिए यदि आप r पर उनकी निर्भरता से अलग करना चाहते हैं इसलिए E को सीधे हल करने में कठिनाई थी यही कारण है कि हमने वेक्टर पोटेंशियल की मदद ली वास्तव में यह हमेशा सच है कि विकिरणित क्षेत्रों में गोलाकार समरूपता नहीं हो सकती है और यह दर्शाता है कि आपके पास एक एंटीना नहीं हो सकता है जो सभी अजीमथ और ऊंचाई दिशाओं में समान रूप से विकिरण कर रहा है जो बाद में ओमनी एंटीना के रूप जाना जायेगा इसलिए ओमनी एंटीना कभी संभव नहीं होता है हमेशा विकिरणित क्षेत्रों में उनके कुछ गोलाकार वितरण होंगे अब हम power वितरण के लिए आएंगे क्या प्रमाण है कि यह एंटीना पॉवर प्राप्त कर रहा है क्योंकि अगर यह विकिरण कर रहा हैं तो इसका मतलब है कि पॉवर धारा वितरण एंटीना से ली गई है जिसका अर्थ है वर्तमान तत्व से कुछ जगह सभी जगहों तक पॉवर बह रही है तो इसके लिए हमें संकेतिक सदिश पर विचार करना होगा क्योंकि अब हमारे पास क्षेत्र का व्यंजक है इसलिए हम संकेतिक सदिश को पा सकते हैं संकेतिक सदिश से हम आसानी से पा सकते हैं कि पॉवर क्या है और देखेंगे कि क्या यह विकिरण करती है या नहीं जो अगली कक्षा में देखेंगे